असाइनमेंट 4 समस्या 6 10 हम असाइनमेंट संख्या 4 को हल कर रहे हैं और हमने समस्या एक से पांच तक हल कर ली है तो अब हम समस्या संख्या 6 को हल करेंगेजो कहती है कि मान लीजिए एक लंबा बेलन है जो कि z अक्ष पर है तो हमारे पास एक लंबा बेलन है जिससे फ्रिंज के प्रभाव इसके साथ चले जाएं यह z अक्ष पर है यदि इसे एक समान विद्युत क्षेत्र EE0yमें रखा जाता हैविद्युत क्षेत्र के ध्रुवीकरण और बेलन में विस्थापन का पता लगाएं तो यदि मैं ऊपर से इसकी तरफ देखता हूंमैं ऊपर से बेलन की तरफ देखता हूं क्या हो रहा है यहां एक पदार्थ eहै और हमने इसे एक समान क्षेत्र में रखा है जो y दिशा में जा रहा है अब अनुभव से हम जानते हैं कि यह अंदर एक समान ध्रुवीकरण को उत्पन्न करेगा और यह समान ध्रुवीकरण क्या करता है यह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक क्षेत्र बनाता है यह एक विद्युत क्षेत्र बनाता है जिसे मैं विपरीत दिशा में पीले के द्वारा बता रहा हूं इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र लागू किए या अनुप्रयुक्त विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होगा चलिए मान लेते हैं कि p उसी दिशा में बनाया गया जिसमें E है इसलिए यह p y दिशा में है यह बदले में एक विद्युत क्षेत्र E बनाएगा जो कि P20या P20 y दिशा में होगा इसलिए अंदर कुल क्षेत्र E होगा E लागू किया गया है अर्थात E0 P20y अब संघटनिक संबंधों का उपयोग करके मैं P का पता लगा सकता हूं जो कहता है कि अंदर P क्योंकि सभी कुछ y दिशा में है इसलिए मैं ऊपर सदिश संकेत लगाने के लिए परेशान नहीं होऊंगा और अभी के लिए चलिए लिख लेते हैं P इनसाइड बराबर होगा e0Eउस बिंदु पर इसलिए यह होगा e0y दिशा में क्योंकि सभी कुछ y दिशा में है इसलिए P e0E0 eP2लिखते हैं तो अब मेरे पास समीकरण हैP e0E0 eP2 और यह मुझे देता है P122e0E0या P2e2e 0E0ध्यान दें कि यदि e0 है तो कोई P नहीं होगा तो इसलिए अब मैं सदिश चिन्ह लगा रहा हूं P y दिशा में जा रहा है अंदर विद्युत क्षेत्र E कुछ नहीं है बल्कि Eअप्लाइड जो होगा E0 P20इसलिए यह होगा E0 e2eE0y दिशा में इसलिए यह आता है 22eE0y दिशा में विस्थापन का क्या विस्थापन कुछ नहीं हैबल्कि मैं सीधे लिख सकता हूं 1e0E या मैं 0EP इस संबंध का उपयोग कर सकता हूं यह सब एक ही बात है तो यह होगा 21e2e0E0 y दिशा में अगली प्रश्न संख्या 7 इसमें वास्तव में एक ज्ञात संबंध का उपयोग एक समाकलन का पता लगाना है इसलिए हम एक लंबी परिनालिका के क्षेत्र की तरफ देखते हैं और उसका उपयोग एक विशेष समाकलन को हल करने के लिए करते हैं इसलिए मान लेते हैं कि एक लंबी परिनालिका है इसके अंदर एक क्षेत्र Binबराबर 0kz हैजहां k सतह की धारा है यदि परिनालिका की त्रिज्या R हैतब इस तथ्य के आधार पर और बायो सावर्ट नियम से समाकलन का मान तो हम इसका उपयोग ∞ dz02 d R rcos z 2 R2r2 2rRcos 32के मान का पता लगाने के लिए करते हैं इस असाइनमेंट में लिखने में त्रुटि हुई है हमें दिया गया हैz प्राइम की जगह है यहां z लिखा हुआ है तो कृपया इसे ठीक कर ले यह मान rR और rR दोनों के लिए है हम इसका पता लगाना चाहते हैं अब बायो सावट नियम से B कुछ नहीं है बल्कि 04का समाकलन है यदि यहां एक धारा हैमैं ऐसे भी लिख सकता हूं I dl x r rr r3यह 04 j r × r rr r3dV के भी बराबर है यदि हम यहां लिखे हुए समाकलन का हल करते हैं और बताते हैं कि यह इस रूप में आता है कि आप जिस भी समाकलन का मान जानना चाहते हैंआप इससे जोड़ कर निकाल सकते हैं हम इस समाकलन की गणना एंपियर के द्वारा गणना किए हुए इस समाकलन से जोड़कर भी कर सकते हैं तो चलिए वैसा करते हैं इस समस्या में मैं क्या करूंगा क्योंकि यह z दिशा में पारदर्शी रूप से अपरिवर्तनीय है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं z के किस मान के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करूंगा यह समान होगा इसलिए मैं z0 पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करूंगा जिससे यह थोड़ा आसान हो जाता है चलिए देखते हैं हम इस परिनालिका की तरफ देख रहे हैं और हम इस z0 के लिए d निकालना चाहते हैं किसी r परजो है 0 4 jr×r rr r3dvचलिए देखते हैं की धारा घनत्व क्या है धारा केवल सतह पर बहती है और इसलिए मैं धारा घनत्व को j rलिख सकता हूं जो प्राइम दिशा में होगी तो यह होगी kδ या s Rक्योंकि मैं गोलीय निर्देशांक का उपयोग कर रहा हूं जहां s गोलीय निर्देशांक है रेडियल दिशा s Rहै और यह प्राइम दिशा में होगी r सदिश क्योंकि मैं z0 ले रहा हूं इसलिए यह और कुछ नहीं बल्कि r s होगा r प्राइम सदिश होगा s प्राइम s प्राइम दिशा में z प्राइम z प्राइम दिशा में इसलिए मैं लिख सकता हूं कि z0s पर B होगा 0k2बाहर आ जाएगा और s R ×rs s s z z इसे विभाजित करेंगे अब दूरी होगी z 2 यह r s इकाई सदिश sइकाई सदिश दूरी जो है s 2r2 2srcos 232जो दूरी मैंने अभी उपयोग में ली है इसे देखना आसान है यदि आप s और s प्राइम को देखते हैं तो वास्तव में हम यहां इस दूरी को देख रहे हैं xy x और y घटक लेते हैं और आपको यह उत्तर मिलता है इसलिए मैं s प्राइम का यहां समाकलन कर सकता हूं और इसे 0लिख सकता हूं यह 2यह 4 है 0k4 ×rs R s zzzR2r2 2Rrcos 32 और मेरे पास बचता है केवल Rddzमुझे वहां भी लिख लेना चाहिए क्योंकि आयतन समाकलन कुछ नहीं है बल्कि dssddz है हमने पहले ही समाकलन कर लिया है इसलिए sकी जगह r आएगा अब मैं जानता हूं कि अंतिम B इस z दिशा में है s ठीक इसी xy तल में है और जो मुझे z दिशा में घटक देगा sपुनः यह मुझे z दिशा में घटक देंगे हालांकि z मुझे xy तल में घटक देंगे और उसे जीरो तक समाकलित करते हैं क्योंकि बाएं हाथ की तरफ अंतिम B z दिशा में है इसलिए यह अंतिम पद समाकलन में कोई योगदान नहीं देता है हम तुरंत यह देख सकते हैं कि मैं इस समाकलन को zके साथ लिख सकता हूं मैं जानता हूं कि उत्तर 0 होगा क्योंकि दाएं हाथ की तरफ xy तल में कोई घटक नहीं है मेरे पास B बचता हैजो 0है चलिए मैं 0kलिखता हूं जो z दिशा में है यह 0k4 ∞ dz 02 Rd× r s R s z 2R2r2 2rRcos 32चलिए देखते हैं प्राइम x s क्या है तो चलिए हम इस xy तल में देखते हैं मान लेते हैं कि यह s प्राइम है यह प्राइम है और यह s है यह कोण प्राइम है और s और s प्राइम के बीच में यह कोण है तो इस बिंदु पर यह s है यह प्राइम है और s और s प्राइम इकाई सदिश के बीच में कोण है और इसलिए प्राइम इकाई सदिशऔर इकाई सदिश के बीच में कोण भी यह है मैं इसे दूसरे रंग से दिखाता हूं यह है यह कोण 2 और अब आप देख सकते हैं कि इकाई सदिश प्राइम x s z दिशा में जाता हुआ होगा तो z दिशा z दिशा sin2 तो इसलिए यह होगा cos और प्राइम x s प्राइम× sआप देख सकते हैं कि प्राइम x s प्राइम z है और इसलिए ऊपर सीधे हाथ की तरफ होगा 0k4 ∞ dz 02 Rd अंदर मुझे मिलेगा R rcos z दिशा में तो अब मैं z इकाई सदीश हटा सकता हूं और 0kको उल्टे हाथ की तरफ लिख सकता हूं 0kz 2R2r2 2rRcos 32 बाकी सारी चीजें आसान है मैं दोनों तरफ से 0k को रद्द कर दूंगा और यह केवल तब है जब rR है जब rR है तब कोई क्षेत्र नहीं होगा और यह 0 होगा और उत्तर होगा ∞ dz 02 Rdऔर जो कुछ भी मैंने लिखा है यह होगा 4Rजब rR और यह 0 होगा जब rR है और यह उत्तर है अगली प्रश्न संख्या 8 एक डिस्क है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है इसलिए यह z अक्ष पर समान सतह आवेश घनत्व और यह कोणीय गति से घूम रहा है तब इस z अक्ष पर ऊंचाई h पर विद्युत क्षेत्र होगा मैं क्या कर सकता हूं इस समस्या में इस डिस्क को r चौड़ाई की छोटी रिंग्स में विभाजित करता हूं प्रत्येक रिंग के कारण चुंबकीय क्षेत्र Bकी गणना करता हूं और उन्हें जोड़ देता हूं तो मैं z ऊंचाई पर इस रिंग के कारण क्षेत्र की गणना करूंगा अब मैं जानता हूं यदि मेरे पास r त्रिज्या की रिंग है जिसमें धारा I हैतब z ऊंचाई पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा 0I 2r2r2z232और यह z दिशा में है अभी की स्थिति में यह I इस रिंग के कारण इस I के समरूप होगा चलिए अब करते हैं इसलिए यदि मैं इस डिस्क की तरफ देखता हूं एक त्रिज्या r और मोटाई dr की एक रिंग लेते हैंतब धारा I गुजरने वाला आवेश प्रति इकाई समय के बराबर होगी dr मोटाई की इस रिंग में आवेश होगा 2πr Δr और प्रति सेकंड यह आवश्यक 2आवृत्ति से गुजरता है इसलिए यह rΔrके बराबर होगा यह रिंग में धारा है और इसलिए इसके कारण B होगी0σrΔr2r2r2z232 और कुल B जो z ऊंचाई पर z दिशा में है इसलिए यह होगा 0या यहां एक होगा यहां एक 0σω20R r3drr2z232होगा और इस समाकलन की गणना बहुत आसान है आप अलग अलग तरह से इसकी गणना कर सकते हैं परंतु चलिए देखते हैं मैं rztanθलिख सकता हूं और मैं कुछ और प्रतिस्थापन भी कर सकता था तब dr हो जाएगा z sec2 तब मेरे पास B बराबर 0σω20tan 1Rz z3tan3 z sec2θdθz3 sec3यहां r3z3tan3रखा गया है चलिए कुछ पदों को काटते हैंvz3 कट जाता हैsec2रद्द हो जाता है और मुझे sec मिलता है और इसलिए यह हो जाता है 0σω20tan 1Rz sin3cos2dθइस समाकलन की गणना करना आसान है मैं इस समीकरण को 0σω20tan 1Rz sin2 sinθcos2dθलिख सकता हूंजिसे मैं dcosθआगे ऋणात्मक निशान के साथ लिख दूंगा अब हम cos2X2 लेंगे तो यह हो जाएगा 0σω20 पर cosθ1 tan 1Rz पर cosθzr2z2होगा मेरे पास है 1 X2X2dX जहां Xcosθ इसलिए यह 0σω2zr2z21 dXके बराबर है मैंने ऋण आत्मक निशान और सीमाओं को बदल दिया है जो अब है 0σω2 अंदर मेरे पास 1Xहै जो zR2Z2से 1 x है जो zR2Z2से 1 तक जाता है और यह मुझे देता है 0σω2 1R2Z2z 1zR2Z2 तो अब उत्तर है 0σω2 R22zR2Z2 यहां बाहर एक z है चलिए देखते हैं एक z यहां थातो यह z यहां रहता हैयह z यहां आता है z यहां आता है z यहां आता हैz यहां आता है और यह आपका उत्तर है तो अब यह z रद्द हो जाता है मैं इसे इससे काट सकता हूं और यह 2z है और यही मेरा उत्तर है अगली प्रश्न संख्या 9 मान लीजिए लंबाई L की एक पतली परिनालिका है हमारे पास लंबाई L और त्रिज्या a की एक पतली परिनालिका है यहां La से बहुत बहुत ज्यादा है Laजब मैं इसे एक रिंग के आकार की टॉरिड में मोड़ता हूं तब यह Ra है इसे एक रिंग में मोडा गया है ताकि यह एक टॉरिड बन जाती है जिसे मूल बिंदु पर रखा गया है और यह अक्ष z अक्ष है यह z अक्ष स्क्रीन से बाहर आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र दिशा में है इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र दिशा में होगा परिनालिका में धारा I है तो यह I धारा ले जाती है और इसमें N घेरे हैं तो यह I धारा ले जाती है और इसमें N घेरे हैं जिससे कि प्रति इकाई लंबाई घेरों की संख्या NL है समीकरणों की समानता को उपयोग में लेते हुए हम करल B0 j और करल AB समीकरणों की समानता का उपयोग करना चाहते हैं z अक्ष पर z ऊंचाई पर इस टॉरिड के लिए सदिश विभव का पता लगाएं तो चलिए देखते हैं मैं इस टॉरिड की इस B क्षेत्र में दिशा में प्रतिलिपि बनाने जा रहा हूं इसे दिशा में I धारा ले जाने वाली रिंग के जैसा ही बनाते हैंऔर B के समरूपी अब क्योंकि लिखे गए समीकरण समान है B के लिए समीकरण ठीक वैसे ही होंगे जैसे समीकरण A 0jऔर B वही कार्य करेंगे तो चलिए देखते हैं अब यदि मेरे पास एक रिंग है जो धारा I ले जाती है यदि मैं B के लिए हल करता हूं तब X B0j तब z अक्ष पर B z दिशा में होगा और यह इस तरह से दिया गया है हमने पहले ही इसे अभी देखा है 0I2R2R2z232 I क्या है I कुछ नहीं Ja है चलिए अब इस टॉरिड के लिए इसी तरह की स्थिति देखते हैं जहां एक B क्षेत्र इसके पास जा रहा है और मेरे पास है X AB इसलिए मैं लिख सकता हूं कि A z दिशा में होना चाहिए तो f अक्ष पर और यह वहां होना चाहिए0I अब हम इसे Bda से विस्थापित कर देंगे जो फ्लक्स है इसलिए रिंग में फ्लक्स 2R2R2z232होगा फ्लक्स क्या है अब बाकी सारे मान को रखते हुए फ्लक्स कुछ नहीं है किंतु a2परिनालिका का अनुप्रस्थ काट गुणा B क्षेत्र है जो a2BBऔर कुछ नहीं बल्कि NLl है इसलिए यह हो जाता है a2NILL22 L22z232बाकी सब बीजगणित है आप अपने उत्तर की गणना कर सकते हैं मुझे यहां एक चीज और जोड़नी है मुझे लगता है कि जो उत्तर हमने असाइनमेंट में दिए हैं वहां2 का पद या कुछ गायब है कृपया इसे जांच लेंतो चलिए ऐसा करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है यह आएगा 2a2NIL2 8242LL242z232 और यहां एक 2 का भाग है यहां भी 2 का भाग है इसलिए यह 8 कट जाएगा2इससे कट जाएगा और मुझे एक 2 मिलता है यह LL से कट जाएगा इसलिए अंतिम उत्तर जो हमें मिलता है वह है 2a2NILL242z232और मुझे लगता है कि मैं 2 का एक पद इस उत्तर में भूल गया हूंजो हमने असाइनमेंट में दिया था अंत में आखिरी समस्या है जो कहती है कि इस डिस्क का जो से घूम रही है और आवेश ले जाती है इसका z अक्ष पर चुंबकीय सदिश विभव होगा हम 2A0jसमीकरण का उपयोग करना चाहते हैं इस स्थिति में हमने पहले ही निकाल लिया है कि J केवल सतह धारा k होगा 2πrΔrΔr 2πδr कुछ नहीं बल्कि इस रिंग के केंद्र से r दूरी तक ले जाई जाने वाली धारा है x2यह k होगाजो दिशा में है तो यह होगा यह 2 कट जाएगा r कट जाता है और आपको मिलेगा rωदिशा में अब पॉइजन के समीकरण का उपयोग करते हुए2A 0Jऔर इसलिए 2Ax 0Jxऔर 2Ay 0Jy आप देख सकते हैं कि A दिशा में होना चाहिए किंतु J दिशा में है परंतु z अक्ष पर कोई अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है z अक्ष पर A 0 होगा और यह आपका उत्तर है तो अब हमारा असाइनमेंट 4 पूरा होता है